इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में नैतिकता के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इंजीनियरिंग के पेशे पर हमने पहले ही चर्चा की है और आज हम इंजीनियरों की केंद्रीय व्यावसायिक जिम्मेदारियों पर चर्चा करने जा रहे हैं हमें इंजीनियरिंग अभ्यास से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा करनी होगी शुरुआत में यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इंजीनियरिंग एक पेशा क्यों है यह अन्य व्यवसायों से कैसे अलग है और यह भी कि इंजीनियरों की पेशेवर जिम्मेदारियां क्या हैं और इसके प्रति उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं आज की चर्चा में हम इंजीनियरों की केंद्रीय पेशेवर जिम्मेदारियों पर चर्चा करने जा रहे हैं आज के पाठ्यक्रम में हम एक इंजीनियर की पेशेवर जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे हम गोपनीयता से हम क्या समझते हैं और एक इंजीनियर के अधिकार क्या हैं आज की चर्चा हम एक छोटे मामले के अध्ययन के साथ शुरू करने जा रहे हैं तो आइए देखें कि यह मामला एक इंजीनियर के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में क्या बताता है हम यह मामला 1970 के दशक की शुरुआत का देख रहे है जो कि खाड़ी महानगरीय क्षेत्र का काम पूरा होने वाला था

Student बार्ट द्वारा डिज़ाइन की गई परीक्षण प्रक्रियाओं से संतुष्ट नहीं थे अपने पर्यवेक्षकों से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन इंजीनियरों ने अपनी चिंताओं का विवरण ऊपरी प्रबंधन को देने के लिए एक गुमनाम ज्ञापन का सहारा लिया और स्थिति पर चर्चा करने के लिए बार्ट बोर्ड के सदस्य से मुलाकात की बार्ट का उपयोग करने वाली जनता की सुरक्षा की दृष्टि से इंजीनियरों के रूप में अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे आखिरकार इंजीनियरों को अदालत के बाहर मामले को निपटाने के लिए मजबूर किया गया इंजीनियरों के कई अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ हैं जिन्हें इंजीनियरों को अपने करियर के दौरान उपयोग करना चाहिए अक्सर ये अधिकार और जिम्मेदारियां ओवरलैप हो जाती हैं उदाहरण के लिए बार्ट इंजीनियरों के पास यह देखने की जिम्मेदारी थी कि बार्ट प्रणाली सुरक्षित थी और प्रबंधन द्वारा उनकी नौकरी को जोखिम में डाले बिना उनकी चिंता को गंभीरता से लेने का अधिकार था उपरोक्त मामले में आपको क्या लगता है कि बार्ट द्वारा इंजीनियरों के अधिकारों का सम्मान किया गया था अब अगर हम मामले की स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश करें तो हम वहां पाते हैं कि जैसे वे इंजीनियर थे और वे नैतिक दुविधा मेँ थे लेकिन यह सामने आने पर कि यह अभियोग उनके द्वारा लगाया गया है इसके लिए इंजीनियरों को नौकरी से निकाला जाना नैतिक रूप से उचित था या नहीं क्योंकि उन्होंने अपने काम के दौरान जो खोज की है वह वास्तव मे सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में खामियों की तरह थी जिससे बड़े पैमाने पर जनता की सुरंक्षा प्रभावित होती और जो इस बार्ट प्रणाली का उपयोग करने वाले मुख्य हितधारक भी थे तो क्या उन पर अवज्ञा का आरोप लगाना सही था क्या यह नैतिक था या नैतिक नहीं था और अब हम इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने जा रहे हैं इसमें जो हम देखते हैं उस पर चर्चा के लिए कई विषय है जैसे कि इन तीनों इंजीनियरों ने अपनी शिकायतों को कैसे व्यक्त किया उन्होंने इसकी सूचना अपने "तात्कालिक पर्यवेक्षकों" को दी और जब उन्होंने कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी या जवाब में कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं दी तो वे अपनी चिंता के साथ आगे बढ़ गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यह जनता की सुरक्षा के लिए है और इसके लिए उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए और वे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बार्ट बोर्ड के सदस्यों के पास गए और यह जानकारी बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रेस में लीक हो गई से है यहाँ ऐसा नहीं था कि इस जानकारी को इंजीनियरों ने प्रेस मेँ लीक किया था यह दूसरे के माध्यम से हुई उन्होंने पहली बार संगठन के भीतर आवाज उठाने की कोशिश की थी लेकिन बार्ट बोर्ड के सदस्यों द्वारा जानकारी को बाहरी दुनिया मेँ लीक कर दिया गया यहाँ पर इस मामले पर चर्चा करते समय हमें इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे क्या इस मामले को ऊपरी स्तर तक ले जाने के लिए वे उचित थे क्या यह शिकायत से निपटने की सही प्रक्रिया थी फिर वे इसे बोर्ड के सदस्यों के पास ले गए और जब बोर्ड के सदस्यों ने इसे बाहरी दुनिया में लीक कर दिया तो इसमें शामिल इंजीनियरों की जिम्मेदारी की क्या अहमियत थी और क्या उन पर आरोप लगाना उचित था और जब हम इन तीनों इंजीनियरों के नैतिक मुद्दे से संबन्धित इस मामले का निपटारा अदालत के बाहर करते है तो क्या ये उचित था हम इंजीनियरों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे वास्तव में जब ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं तो वहाँ अधिकारों और जिम्मेदारियों की दोनों अवधारणाओं का ओवरलैप हो जाता है और हमें निर्णय लेने के विभिन्न नैतिक स्तंभों का उपयोग करके देखना होता है और हमें प्रत्येक कार्य के पक्ष और विपक्ष को समझना होता है और फिर एक उत्तर पर पहुंचने की कोशिश करना होता है कि यह नैतिक था या नहीं इस खंड में अधिकारों के तहत हम अलग अलग इंजीनियरों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर हम इस मामले को फिर से देखेंगे कि इस विशेष मामले में यह कैसे लागू होगा यहाँ हम देखते हैं कि समाज में पेशेवर इंजीनियरिंग होने के बावजूद यहाँ नैतिकता के कई कोड मौजूद हैं पर कोड में अभियंताओं की जिम्मेदारियों के बारे में बात नहीं की गई है पर यह कहीं भी इंजीनियरों के अधिकारों के बारे में भी चर्चा नहीं करता है जिसका वे आनंद लेते हैं हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे कि इंजीनियरों के कर्तव्य के रूप में जब उन्हें लगता है कि उनके संगठन में कुछ अनुचित हो रहा है तब यदि आवश्यक हो तो अपनी आवाज उठाकर जनता की रक्षा करना उनका कर्तव्य है इंजीनियर को ऐसा करने का अधिकार भी है भले ही उसके नियोक्ता को लगता है कि यह संगठन के लिए बुरा है और इस मामले में भी प्रकाश डाला गया है जिसकी हमने चर्चा की है और हमने देखा भी है कि पेशेवर निकाय ने उनकी गतिविधि का समर्थन किया है एक पेशेवर निकाय जो संस्थागत निकाय है जो इंजीनियरों के इस कृत्य का समर्थन करने की बात करता है कि उन्होंने जनता के हित के लिए आवाज़ उठाई है क्योंकि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है जो इंजीनियरों को पेशे की होती है बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना ही इंजीनियरों की जिम्मेदारी है हम इस पाठ्यक्रम में इंजीनियरों की पेशेवर जिम्मेदारियों के रूप में गोपनीयता जानकारी पर चर्चा करने जा रहे हैं हम हितों के टकराव पर भी चर्चा करेंगे हम प्रतिस्पर्धी बोली पर भी चर्चा करेंगे और सुरक्षा और मौसम के बारे में भी चर्चा करेंगे और इंजीनियरों के लिए सुरक्षा एक उभरता हुआ नया अधिकार है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए तो चलिए आज गोपनीयता और मालिकाना जानकारी के विषय पर गौर करते हैं जब आप गोपनीयता और मालिकाना जानकारी की बात कर रहे हों तो अधिकांश पेशों की एक अनूठी विशेषता यह है कि पेशे के सदस्यों को अपने ग्राहक की कुछ जानकारी गुप्त रखनी होती है अधिकांश इंजीनियरिंग संबन्धित नैतिकता के कोडों में गोपनीयता का कारण भी बताया गया है Student यह अन्य व्यवसायों में भी एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है जैसे रोगी के साथ दवा और चिकित्सा संबंधी जानकारी गोपनीय रखा जाना चाहिए और कानून में जहां वकील ग्राहक विशेषाधिकार एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है यह इंजीनियरिंग के पेशे पर भी लागू होता है इसलिए जब हम मालिकाना जानकारी की गोपनीयता की बात कर रहे हों तो मालिकाना जानकारी के अंतर्गत जो भी आता है वह उन सूचनाओं की तरह है जो परीक्षण पर चल रही परियोजना के गोपनीय डेटा है जो एक निश्चित परिणामों से आता है फिर जो सूचना अभी भी बहुत "असंरक्षित तरीके" से जारी है वह जारी किए गए तथ्यों के बारे में नहीं है हम उस जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते जो डिजाइन उद्देश्य उत्पादों की डिजाइनिंग और व्यावसायिक जानकारी के लिए है एक परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आपूर्तिकर्ताओं की पहचान उनकी विपणन रणनीतियों और उत्पादन लागत और उत्पादन की जरूरतों के विषय में ये थोड़ी बहुत गोपनीय जानकारी हैं जिसे बाहरी दुनिया के साथ साझा नहीं किया जा सकता इंजीनियर आज केवल इंजीनियरिंग शाखा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे व्यापार का हिस्सा है और सूचना की इस गोपनीयता को बनाए रखने मे उनका भी का महत्व है वे इतनी जानकारी के साथ काम करते हैं जो ग्राहक के व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इस पूरे व्यवसाय का एक हिस्सा होने के नाते यह जिम्मेदारी का भी एक हिस्सा है कि बाहरी दुनिया के साथ उस जानकारी को साझा न करना जो ग्राहकों के लिए बहुत खास होती है और अगर यह महत्वपूर्ण जानकारी देर से मिलती है तो यह व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है इसलिए इंजीनियरों को आज एक गैर कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा जो उन्हें बाहरी लोगों के साथ किसी भी जानकारी को साझा करने से रोकता है रक्षा क्षेत्र जैसे सरकारी संगठनों में सुरक्षा मुद्दों के संबंध में अधिक कड़े नियम हैं जब हमने इस पर चर्चा की है तो अगर हम बार्ट के मामले में वापस जाते हैं और अब हम समझते हैं कि यह एक गोपनीयता का प्रकार है और हम भले ही यह समझें कि वे जिस तरह से चीजों का प्रदर्शन कर रहे हैं वे सुरक्षित प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या उन्हें आवाज नहीं उठानी चाहिए चूंकि यह हम लोगों की गोपनीयता का एक हिस्सा है और अंदरूनी सूत्रों से संगठन द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों के तथ्यों के बारे में पता चला है और हमने हस्ताक्षर किए हैं या हम एक गोपनीयता प्रकटीकरण से बंधे हुये हैं जैसे कि हमें बाहरी लोगों से तथ्यों का खुलासा नहीं करना चाहिए क्या हमें चुप रहना चाहिए या हमें आवाज उठानी चाहिए यह एक नैतिक दुविधा का मुद्दा है और यह वह जगह है जहां शायद आपके अधिकार और आपकी जिम्मेदारियां मे टकराव की स्थिति आएगी हमें इन सवालों का जवाब देना होगा कि आपकी प्रमुख जिम्मेदारी कहां है क्या यह प्राथमिक हितधारक हैं जिनके लिए आप प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं यहां गैर प्रकटीकरण और गोपनीयता आपके ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने और बाहरी लोगों को इसे लीक नहीं करने की बात करती है इसका मतलब है कि यह आपके ग्राहकों के प्रति आपकी वफादारी की ओर इशारा कर रहा है लेकिन जब आप देखते हैं कि वे अपेक्षित तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो यह सार्वजनिक चिंता का विषय बना जाता है फिर इस "गोपनीयता खंड" के कारण आपको अभी भी चुप रहना चाहिए या जनता के प्रति आपकी आगे की जिम्मेदारी है जो आपके ग्राहक के प्रति आपकी जिम्मेदारी को खत्म कर देगी अपनी चिंताओं को आवाज़ देने की कोशिश करेंगे इसमें कुछ तार्किक कदम भी हैं जैसे कि पहले तत्काल पर्यवेक्षक फिर अगर वह ठीक से नहीं सुन रहा है तो आप उच्च चरणों पर जाते हैं और फिर शायद आप बोर्ड के सदस्यों से मिलते हैं और यदि यहाँ भी आपको कुछ उचित नहीं लगता है फिर अंत में आप बाहरी दुनिया में जा सकते हैं और अपनी चिंताओं को आवाज़ दे सकते हैं यहां आपकी बड़ी जिम्मेदारी जनता के लिए इलाज की है यही वह जगह है जहाँ यह चर्चा की गई थी जैसे कि यदि आपको लगता है कि कुछ जारी आपको बांधता है तो यह आपकी जिम्मेदारी के साथ संघर्ष भी लाता है यहां तक कि अगर यह आपके ग्राहकों के हित के खिलाफ जाता है क्योंकि आपकी प्रमुख जिम्मेदारी जनता के प्रति है तो आपको उन चिंताओं के बारे में उचित एजेंसियों को अवगत कराना चाहिए जो उन चीजों का ध्यान रखेंगे और जो उनकी देखभाल कर सकते हैं पहले संगठन के भीतर और अगर वहाँ नहीं सुना गया है तो आप संगठन के बाहर और समाज में बड़े पैमाने पर बता सकते हैं जब आप जनता की सुरक्षा चिंताओं के बारे में बात कर रहे हों तो यह इंजीनियरों की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है दूसरा अब हम हितों के टकराव पर चर्चा करने जा रहे हैं हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हितों के टकराव में प्रमुख हितधारक कौन हैं जिनकी रुचि के कारण संघर्ष होता है जैसे यहाँ इस विशेष मामले में हम पाते हैं कि इसके तीन प्रमुख पक्ष हैं पहला इंजीनियर दूसरा क्लाइंट कंपनी बार्ट और तीसरा समाज यहाँ जो सबसे बड़ा और प्रमुख हितधारक हैं वो है जनता इसलिए जब हम हितों के टकराव की बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम किसके हितों के टकराव से निपट रहे हैं और इसे कैसे हल किया जाए रुचि का संघर्ष तब होता है जब मैं एक इंजीनियर के रूप में होता हूं जिसे आप किसी कंपनी के लिए काम करना जानते हैं और कंपनी शायद कुछ आपूर्तिकर्ताओं से कुछ आपूर्ति ले रही होती है और मेरा एक साइड बिजनेस भी है जहां मैं भी उसी तरह की चीजों की आपूर्ति करता हूं संगठन में आपूर्तिकर्ताओं के चयन के लिए मेरे पास निर्णय लेने के अधिकार हैं मेरे हितों का टकराव होगा क्योंकि मैं आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने का फैसला करने जा रहा हूं और माल के लिए आपूर्तिकर्ताओं में मैं भी एक हूं तो क्या मुझे खुद की सिफारिश करनी चाहिए या मुझे नहीं करनी चाहिए क्या मुझे किसी अन्य आपूर्तिकर्ता के पास जाना चाहिए मैं अपने आपूर्तिकर्ताओं का चयन कैसे करूं हितों का टकराव वहां आता है जहां मेरा व्यक्तिगत हित संगठन के हितों के साथ टकराव है यहां हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए क्या कदम उठाने चाहिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कुछ मानदंडों के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं के चयन के लिए निर्णय लेने वाला है यहाँ कुछ मापदंड हैं जो मुझे काम के लिए संगठन के लिए सबसे अच्छा आपूर्तिकर्ता चुनने में मदद करने जा रहे हैं अगर मैं भी एक ही तरह की चीजों को पहुंचाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं में से एक हूं तो मेरा टकराव यह होगा कि क्या संगठन के सर्वोत्तम हित के लिए निर्णय लिया जाए या खुद को सलाह दी जाए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या मुझे अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ उन लोगों के लिए बोली लगाना चाहिए या मैं खुद को इस प्रक्रिया से दूर रखूं क्या मुझे आपूर्तिकर्ताओं के चयन के लिए निर्णय लेने वालों में से एक होना चाहिए या मुझे यह निर्णय लेने की प्रक्रिया से खुद को बाहर रखना चाहिए ताकि आपूर्तिकर्ताओं के चयन के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता हो और वो दिए गए अंकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ योग्यता रखता हो उस योग्यता के आधार पर ही उस व्यक्ति को चुना जाता है क्या मुझे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए या चूंकि आपूर्ति के रूप में मेरा कुछ व्यक्तिगत हित है इसलिए मैं खुद को इस निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखूं और दूसरों को निर्णय लेने और आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने दूं और इस तरह मैं संगठन के सर्वोत्तम हित के साथ अपने हितों के टकराव को हल कर सकता हूं अगला जब जनता के हित के साथ संगठन के हित का टकराव होता है हमने विशेष मामले में देखा है हमें हमेशा जनता के हित को अधिक महत्व से चलते हैं क्योंकि हमारी देखभाल पूरे समाज के लिए थी हम एक "शिकायत तंत्र" का पालन करके भी हितों के इस टकराव को हल कर सकते हैं ताकि संगठन को भी ध्यान रखने का मौका मिल जाए इससे हमें समाज के लिए अपनी चिंता को व्यक्त करने और संगठन को खुद को सही करने की गुंजाइश देने का भी मौका मिलता है और इस तरह हम दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न हुए हितों के टकराव को हल करते हैं अगली चर्चा में हम "प्रतिस्पर्धी बोली" पर चर्चा करने जा रहे हैं कैसे क्यों सुरक्षा इंजीनियरों की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक बन गई है आगे की चर्चा में जारी रखेंगे धन्यवाद